पिछले व्याख्यान में हमने एनालिटिक्स को समझने एनालिटिक्स की मूल बातें मशीन लर्निंग की मूल बातें कैसे मशीन लर्निंग खुद को डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस आदि से जोड़ता है इस बारे में बात की तो यह मूल रूप से विश्लेषिकी है इसका मतलब है आपके पास डेटा है और आपको डेटा से समझ बनाना है आपको डेटा से बुद्धिमत्ता प्राप्त करनी है जो बुद्धिमत्ता डेटा के अंदर अव्यक्त है आपको उस बुद्धिमत्ता को प्राप्त करना है इसके लिए आपको इन सभी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एआई आदि तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है लेकिन सवाल यह है कि आप डेटा कहां स्टोर करते हैं एक चीज है डेटा को संग्रहीत करना है आप डेटा के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को कैसे और कहां से ला रहे हैं आप इसे कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं आप इसे कैसे पाएंगे इस डेटा का कितना हिस्सा उपलब्ध कराया जाएगा आपको इसके लिए कितना भुगतान करना होगा आप कब खरीदते हैंआप इसे खरीदते हैं या नहीं इसलिए कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर खरीदने के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो एक चुनौती है तो यह वह जगह है जहां इस क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव किया गया है यह एक ऐसी तकनीक है जो अब बहुत लोकप्रिय हो गई है इसलिए आजकल लोग कम हो गए हैं इनमें से अधिकांश संगठन व्यवसाय उन्होंने कंप्यूटिंग के बुनियादी ढांचे को खरीदना कम कर दिया है लेकिन इन ऑनलाइन कम्प्यूटेशनल संसाधनों में से कई की मदद ले रहे हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल के माध्यम से उपलब्ध हैं तो आप सदस्यता ले सकते हैं आप मूल रूप से इनमें से किसी भी कम्प्यूटेशनल प्लेटफ़ॉर्म में खुद को पंजीकृत कर सकते हैंआप इन प्लेटफार्मों का भुगतान कर सकते हैं जो आप उपयोग कर रहे हैं और उनके प्लेटफार्मों का उपयोग कर सकते हैं तो अनिवार्य रूप से आपके पास क्या है क्या आज आपके पास एक परिदृश्य है अगर आपको कुछ कम्प्यूटेशनल ज़रूरतें हैं तो आपको वास्तव में सर्वर कंप्यूटर या हाईएंड मशीन पर जाने या खरीदने की ज़रूरत नहीं है या जो भी आजकल पर्याप्त है वह ज्यादातर मामलों में मूल रूप से अपने आप को सदस्यता देने के लिए है ये ऑनलाइन कम्प्यूटेशनल संसाधन और उनका उपयोग करने का प्रयास करते हैं इसलिए यह अगले कुछ क्षणों में स्पष्ट होगा लेकिन आइए हम चीजों की समग्र समझ प्राप्त करने का प्रयास करें इससे पहले कि हम ऐसा करें मैं सिर्फ आपको IIoT और उद्योग 40 के संदर्भ में जो कुछ भी देना चाहता हूं उसका पुनर्परीक्षण करना चाहता हूं हमने सेंसिंग संचार नेटवर्किंग और कंप्यूटिंग के बारे में बात की यह कंप्यूटिंग है जो मूल रूप से क्लाउड प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करती है इसलिए क्लाउड व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बहुत अधिक सरलीकृत और बहुत अधिक कुशल और शक्तिशाली बना सकता है और सस्ता भी हो सकता है तो यह क्लाउड तकनीक मददगार बन जाती है जब हम डिजिटलीकरण के बारे में बात करते हैं तो डिजिटलीकरण प्रक्रिया में IIoT के संदर्भ में डेटा का अधिग्रहण परिसंपत्तियों के डेटा प्रबंधन का अधिग्रहण संसाधनों का प्रबंधन ज्ञान प्रबंधन आदि शामिल हैं इसलिए IIoT के संदर्भ में हम अनिवार्य रूप से एक परिदृश्य के बारे में बात कर रहे हैं जहां हम ऐसे डेटा के संस्करणों के बारे में बात कर रहे हैं जो बड़े वेगों में आते हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं भी हैं और ये विभिन्न क्षेत्र के उपकरणों विभिन्न मशीनों विभिन्न IoT उपकरणों आदि से आने वाले समय श्रृंखला के डेटा की तरह हैं जिस को संसाधित और संग्रहीत करना होगा तो आप उस तरह का डेटा कैसे संभालते हैं यहां क्लाउड आवश्यक हो जाता है इसलिए क्लाउड तकनीक आपको डेटा के विशाल मात्रा को संभालने में मदद करेगी अकेले क्लाउड नहीं अलग अलग डेटा प्रबंधन तकनीकों के साथ क्लाउड जैसे कि हम पहले से ही हमारे विश्लेषिकी व्याख्यान में बोल चुके हैं इसलिए क्लाउड आपको भंडारण और प्रसंस्करण के लिए मदद करेगा इसका मतलब है विभिन्न कम्प्यूटेशनल कार्यों को चलाना और इसके लिए हमें वास्तव में एक बहुत महंगा कंप्यूटर खरीदने और एक महंगा सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं है हम बस खुद को कुछ ऑनलाइन क्लाउड सेवा प्रदाताओं में लॉग इन कर सकते हैं और हम अपने सिस्टम को जोड सकते हैं जिसे हम विकसित करते हैं जो मूल रूप से एक संयोजन है विभिन्न IoT डिवाइस उस क्लाउड पर बहुत अधिक डेटा भेजते हैं और यह क्लाउड बाकी काम करने वाला है इसलिए डेटा की प्रकृति जिसके बारे में हम IIoT में बात कर रहे हैं असंरचित असंगठित डेटा है जिसे संबंधपरक तालिकाओं के रूप में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है जो डेटा विभिन्न मशीनों सेंसर डेटा एक्ट्यूएटर डेटा आदि डेटा आ रहे हैं विभिन्न विभिन्न अन्य विषम मशीनों से डेटा जहां डेटा की गुणवत्ता समय के साथ बदलती रहती है इसलिए क्लाउड की आवश्यकता है और यही कारण हैं कि क्लाउड की आवश्यकता होगी पहली बात यह है कि क्लाउड मूल रूप से आपको उच्च कम्प्यूटेशनल गति के लिए डेटा निगरानी और विश्लेषण के लिए एक मंच देता है दूसरा लाभ यह है कि बड़ी मात्रा में डेटा का भंडारण बहुत सरल तरीके से क्लाउड से संभव है तीसरा स्केलेबिलिटी और सेवाओं की सुरक्षा है इसलिए मूल रूप से क्योंकि एक अलग क्लाउड सर्विस स्टेशन एक क्लाउड सेवा प्रदाता है जिनकी अपनी अलग प्रक्रियाएं हैं इसलिए भले ही एक सीपीयू विफल हो जाए अन्य सीपीयू हैं जो यहां लेने के लिए होंगे तो यह एक स्केलेबल और विश्वसनीय और सुरक्षित सेवा क्लाउड आधारित सेवा है तो सुरक्षा मैं आपको सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में बताता है कि इसके साथ बहुत सारे मुद्दे हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि क्लाउड मूल रूप से आपके डेटा को सुरक्षित करने या डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक अच्छा मंच नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि आप नहीं जानते कि आपका डेटा कहां जमा होने वाला है इस प्रक्रिया को संसाधित किया जा रहा है और इसी तरह दुनिया में कहीं भी यह किया जा सकता है और क्योंकि आप नहीं जानते कुछ लोगों को सुरक्षा की बहुत चिंता है डेटा डेटा की गोपनीयता आदि की लेकिन आम तौर पर लोगों का मानना है कि क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म आपको एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म और डेटा के भंडारण और हैंडलिंग के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म देगा और साथ ही क्लाउड के साथ डेटा के अधिग्रहण को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करें तो क्लाउड आपके उच्च अंत कम्प्यूटेशनल कार्यों वैज्ञानिक कार्यों आदि के लिए उपयुक्त है व्यवसाय संचालन के लिए क्लाउड मददगार होंगे इसलिए मूल रूप से क्लाउड क्या कब और कहां समाधानपेशकश और विभिन्न प्रकार के भंडारण की गणना कम्प्यूटेशनल पावर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आदि प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा करता है एक सुसंगत विस्तार योग्य इसका मतलब है स्केलेबल और समन्वित व्यवसाय मॉडल का समर्थन करता है तो मूल रूप से विस्तार योग्य का मतलब क्या है अगर आपके कार्यों को अधिक भंडारण की आवश्यकता है तो बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है आप इसके अलावा जो कुछ भी आप की जरूरत है स्वचालित रूप से आप उन सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम होंगे क्लाउड प्लेटफॉर्म आजकल के मोबाइल उपकरणों द्वारा समर्थित हैं जो क्लाउड को बहुत आकर्षक बनाता है इसलिए इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि आप क्लाउड की उपयोगिता को समझें क्लाउड इतना लोकप्रिय क्यों है क्लाउड क्यों जरूरी है तो क्लाउड कंप्यूटिंग यह क्या है मैं कहूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक उपयोगिता सेवा के रूप में पेश की गई कंप्यूटिंग है तो उपयोगिता सेवा के रूप में पेश किए गए कंप्यूटिंग का मतलब क्या है हम अलग अलग यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली पानी जैसी यूटिलिटी सर्विसेज और एलपीजी कनेक्शन जैसी कई अन्य यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में जानते हैं हम इन सभी अलग अलग यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में जानते हैं तो इन सभी अलग अलग उपयोगिता सेवाओं के लिए घर पर बिजली पानी या एलपीजी कनेक्शन क्या हैं ऐसा होता है कि हमें अपने बल्बों को घर पर रोशन करने के लिए अपने एयर कंडीशनर को चलाने के लिए अपने पंखों को चलाने के लिए हमारे पास बिजली की आवश्यकता होती है लेकिन उस बिजली को जो हमें खुद पैदा करना नहीं है हम जो कर रहे हैं वह यह है कि एक बिजली सेवा प्रदाता है और हमें बिजली सेवा प्रदाता से अपनी बिजली सेवाओं की सदस्यता लेनी होगी फिर सेवा प्रदाता दूरस्थ रूप से उस कनेक्शन को दे देगा हमारे घरों या कार्यालयों में एक भौतिक बिजली का कनेक्शन होने की आवश्यकता है बिजली सेवा प्रदाता दूरस्थ रूप से बिजली भेजता है और हम इस बिजली का आनंद ले सकते हैं तो हम जितने बल्ब चाहते हैं उतने चला सकते हैं हम जितने बल्ब चाहते हैं उतने प्रकाश कर सकते हैं हम जितने चाहें उतने एयर कंडीशनर चला सकते हैं हम इस बात से कम परेशान हैं कि क्या बिजली खत्म होने वाली है अगर हमारे पास बिजली की अधिक आवश्यकताएं हैं तो हम और अधिक चलाते रहते हैं हम परेशान नहीं होते हैं कि मेरे पास बहुत कम मात्रा में बिजली है और मैं अधिक चलाना नहीं चाहता इसलिए यह एक सेवा के रूप में उपयोगिता है और इसके बारे में सुंदरता यह है कि हम बिजली की कई यूनिट का आनंद ले रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता है और हमें उन बिजली की यूनिट की संख्या के लिए बिल किया जाएगा जो हमने उपयोग की हैं इसलिए इन सभी उपयोगिता सेवाओं में भुगतान प्रति उपयोग की अवधारणा का उपयोग किया जाता है इसलिए मैंने बिजली का उदाहरण लिया पानी के लिए भी यही लागू होता है इसलिए पानी बिजली और कई अन्य सेवाओं का मूल रूप से भुगतान प्रति उपयोग मॉडल के अनुसार भुगतान किया जाता है क्योंकि हमारे पास मीटर है हम मीटर सेवा प्राप्त कर रहे हैं और हमारा बिल आधारित होगा इन उपयोगिताओं में से प्रत्येक के मीटरों की यूनिट संख्या पर इसी अवधारणा को आगे बढ़ाया गया लोगों ने सोचा कि अगर बिजली को उपयोगिता के रूप में पेश किया जा सकता है अगर पानी को उपयोगिता के रूप में पेश किया जा सकता है और लोग बिजली और इतने पर उत्पादन करने की चिंता किए बिना इस सेवाओं की सदस्यता ले सकते हैं और वे बिजली की यूनिट की संख्या के आधार पर बिल प्राप्त करेंगे जो वे उपयोग करेंगे या अन्य उपयोगिताओं जो वे उपयोग करेंगे हम कंप्यूटिंग में ऐसा मॉडल क्यों नहीं अपना सकते हैं तो परंपरागत रूप से क्या हुआ करता था यदि आपके पास बहुत बड़ी कम्प्यूटेशनल कार्य है या ऐसी कोई चीज़ है जहाँ आपकी अलग अलग कम्प्यूटेशनल आवश्यकताएँ हैं तो आपको बाज़ार में जाना होगा आपको अलग अलग उपकरणों की खरीद करनी होगी बड़े सर्वरों की आपको खरीद करनी होगी उन्हें आपको खरीदना होगा जो आपको भुगतान करना होगा और फिर उन्हें स्थापित करना होगाऔर फिर आप उन उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम होंगे इसलिए यह मूल रूप से व्यावसायिक आवश्यकताओं को विलंबित करता है व्यापार प्रक्रियाओं में देरी होगी दूसरी बात यह है कि इस कंप्यूटिंग अवसंरचना के लिए आपके पास बहुत सारे अपफ्रंट निवेश होने चाहिए एक तीसरी बात जो होने वाली है वह यह है कि यदि आपके पास और आवश्यकताएं हैं तो आप और विस्तार नहीं कर सकते इसलिए एक परिदृश्य की कल्पना करने के लिए कि कंप्यूटिंग के लिए एक सेवा प्रदाता है आपके पास एक कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता है जिसे हम अब क्लाउड सेवा प्रदाता कहते हैं तो यह कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता आपको ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से ये सभी संसाधन देगा और ऑनलाइन के माध्यम से मूल रूप से आप विभिन्न पोर्टलों में प्रवेश करने में सक्षम होंगे और अपनी कम्प्यूटेशनल कार्यों को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर चलाने में सक्षम होंगे यह मूल रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा है उपयोगिता के रूप में कंप्यूटिंग क्लाउड इस बारे में बात करता है और आप मूल रूप से इस तरह के मॉडल में अधिक से अधिक कम्प्यूटेशनल संसाधनों का आनंद ले सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है अगर आपके पास शुरू में कम संसाधन हैं यदि आपके पास कम संसाधनों की आवश्यकता है तो आप शुरू में कम उपयोग करते हैं यदि आपके पास और आवश्यकताएं हैं तो आप अधिक उपयोग करते हैं इसलिए आप मूल रूप से अपनी आवश्यकताओं के आधार पर यह लोचदार प्रकार का मॉडल का उपयोग कर सकते हैं जिनमें आप आवश्यक संसाधनों की मात्रा का विस्तार या कम कर सकते हैं और तदनुसार आपको कम्प्यूटेशनल संसाधनों के उपयोग की यूनिट के लिए भुगतान करना होगा तो यह मूल रूप से पूरा विचार या क्लाउड कंप्यूटिंग की कहानी है यह कैसे विकसित हुआ और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या लाभ हैं इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड के विभिन्न मॉडल हैं अलग अलग मॉडल हैं यह तीन अलग अलग मॉडल से शुरू हुआ इसलिए चाहे वह घर हो अस्पताल कारखाने हों या जो भी हों क्लाउड के रूप में अलग अलग कम्प्यूटेशनल संसाधन उपलब्ध हैं और आपके पास आधारभूत संरचना होगी इसका मतलब है कि कम्प्यूटेशनल संसाधनों सीपीयू भंडारण नेटवर्क आदि के रूप में बुनियादी ढांचे की गणना यह इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटिंग संसाधन है आपके पास प्लेटफॉर्म संसाधन है जो मूल रूप से विकास प्लेटफॉर्म मिडलवेयर सेवाओं डेटाबेस रनटाइम आदि प्लेटफॉर्म संसाधनों पर आधारित है और अन्य संसाधन पर मूल रूप से अनुप्रयोग संसाधन या सॉफ़्टवेयर हैं जहां हम विभिन्न सॉफ़्टवेयर प्रदर्शन निगरानी निर्णय लेने विश्लेषण भविष्यवाणियां आदि के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इन सभी कम्प्यूटेशनल संसाधनों के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रति उपयोग के आधार पर भुगतान किया जा सकता है तो मैं इन सभी अलग अलग क्लाउड मॉडल और सेवाओं के बारे में बात कर रहा था इसलिए शुरू करने के लिए तीन मूलभूत सेवाओं के साथ शुरू करेंगे एक है SaaS सॉफ़्टवेयर एस ए सर्विस अगला है PaaS है जो प्लेटफ़ॉर्म एस ए सर्विस है और तीसरा है IaaS जो कि इन्फ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विस है सॉफ्टवेयर एस ए सर्विस मूल रूप से यहां पर हम वेब या प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ औद्योगिक अनुप्रयोगों के बारे में बात कर रहे हैं और उद्योग के ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग सॉफ़्टवेयर हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है अंतिम उत्पाद बनाने के लिए इसलिए इन सॉफ्टवेयरों को इन विभिन्न विकासों या अलग अलग उपयोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इसलिए यह सब कुछ मूल रूप से एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है इसलिए सेवा प्रदाता होना चाहिए जो इन सभी सेवाओं की पेशकश कर रहा है और वह मूल रूप से हमें जो भी उपयोग कर रहा है उसके लिए बिलिंग कर रहा है औद्योगिक डोमेन के उदाहरण हैं सीमेंस द्वारा विकसित किया गया औद्योगिक मशीनरी कैटलिस्ट जो औद्योगिक उपयोग के लिए SaaS क्लाउड है औद्योगिक मशीनरी उत्प्रेरक सीमेंस के SaaS क्लाउड का नाम है प्लेटफार्म एस ए सर्विस जैसा कि इस नाम से पता चलता है कि यह सेवा उद्योगों को विकास प्लेटफ़ॉर्म देती है विकास प्लेटफ़ॉर्म जो भी हो लेकिन औद्योगिक संदर्भ में मूल रूप से उद्योगों को इसलिए यहां के क्लाइंट्स के पास एप्लिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन वातावरण पर नियंत्रण है इसलिए अलग अलग प्लेटफ़ॉर्म सेवाएं उपलब्ध हैं और इसलिए डेवलपर्स विशेष रूप से डेवलपर्स वे उन उपलब्ध प्लेटफार्मों में से किसी का उपयोग करने में रुचि रख सकते हैं और उन्हें वास्तव में उस प्लेटफॉर्म को तैनात करने की आवश्यकता नहीं है जो सब कुछ ऑनलाइन उपयोग के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है और वे उनका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं औद्योगिक सेटिंग्स से कुछ उदाहरण जीई से प्रिडिक्स हनीवेल से सेंटियंस सीमेंस से माइंडस्फीयर और कुछ अन्य औद्योगिक हैं ये कुछ औद्योगिक PaaS क्लाउड प्रदाता हैं एक कम्यूलोसिटी बॉश IoT कैरियोट्स की तरह वे विभिन्न IoT उद्योगों के लिए एक सेवा के रूप में मंच प्रदान करते हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विस यहां हम वास्तविक कम्प्यूटेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहां हम इन कम्प्यूटेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज कंप्यूटर और नेटवर्क आदि बनाने की बात कर रहे हैं जो ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर सेवाओं के रूप में पेश कर रहे हैं इसलिए मूल रूप से कुछ उदाहरण हैं Microsoft Azure Google Compute Engine IBM SmartCloud Rackspace Open Cloud Amazon Web Services जो मूल रूप से संयुक्त प्लेटफॉर्म के रूप में IaaS के हैं और कुछ अन्य अन्य सेवा मॉडल भी Amazon वेब सेवाओं आदि पर लागू किए गए हैं तो ये विभिन्न प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कुछ उदाहरण हैं इसलिए ये अलग अलग मॉडल हैं इनमें से एक और वर्गीकरण है लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ दिलचस्प दिखाना चाहता था तो मैं आपको अमेज़ॅन क्लाउड का एक उदाहरण दिखाता हूं इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह क्लाउड का एक उदाहरण है जिसे हम सब्सक्राइब करते हैं और मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यह कैसा दिखता है तो ये सीपीयू मेमोरी इथरनेट और इसी तरह की इकाइयाँ हैं जिन पर हमने सदस्यता ली है और यह मूल रूप से हार्ड डिस्क स्टोरेज स्पेस को दर्शाता है ताकि आप अंदर जा सकते हैं और बाहर और इसी तरह से तो यह अपने खुद के पीसी को देखने के समान दिखता है लेकिन याद रखें कि यह हमारा खुद का पीसी नहीं है यह मूल रूप से क्लाउड एक्सेस है जो हमारे पास दूरस्थ कम्प्यूटेशनल बुनियादी ढांचे के लिए है तो यह एक बात है और मैं आपको एक और दिखाना चाहूंगा जो मूल रूप से इन्फ्राट्रक्चर है जिसे आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर IaaS इसलिए यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो यह समग्र मंच है जिसे हमने भी सदस्यता ली है यह मूल रूप से प्लेटफ़ॉर्म ए सर्विस है विंडोज़ प्लेटफॉर्म जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको कुछ और दिखा सकता हूं मैं आपको सॉफ्टवेयर क्लाउड दिखा सकता हूं सॉफ्टवेयर क्लाउड का एक अन्य उदाहरण मूल रूप से यह Office 365 है यह मूल रूप से कार्यालय उत्पाद ऑनलाइन Office 365 का एक उदाहरण है यह आपके सॉफ़्टवेयर एस ए सेवा का एक उदाहरण है जैसे कि वास्तव में कई अन्य सॉफ्टवेयर सेवा मॉडल हैं जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं इसलिए अब मुझे एक सेकंड पीछे जाना चाहिए जो मैं पहले चर्चा कर रहा था और इसलिए हमें इन विभिन्न प्रकार के क्लाउड अमेज़ॅन क्लाउड और Microsoft क्लाउड उदाहरणों पर ध्यान देना होगा मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास यह सॉफ्टवेयर क्लाउड है जैसे कि यह Office 365 और इसी तरह के अन्य सॉफ्टवेयर क्लाउड का एक और वर्गीकरण हैतो क्लाउड एक इस मॉडल पर आधारित है चाहे वह सॉफ्टवेयर एस ए सर्विस प्लेटफॉर्म एस ए सर्विस या इन्फ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विस के रूप में हो परिनियोजन मॉडल के आधार पर एक और वर्गीकरण है इसलिए परिनियोजन मॉडल के आधार पर क्लाउड को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है सार्वजनिक क्लाउड निजी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड सार्वजनिक क्लाउड किसी भी व्यक्ति या उद्योग के उपयोग के लिए स्थापित किए जाते हैं जबकि निजी क्लाउड कुछ एकल संगठन द्वारा स्थापित किया जाता है उदाहरण के लिए IIT खड़गपुर का अपना निजी क्लाउड है और हाइब्रिड क्लाउड मूल रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों का संयोजन है यह एक क्लाउड है जिसे दो या अधिक विशिष्ट क्लाउड सेटअप प्रदाताओं द्वारा सेट किया जाता है इसलिए सार्वजनिक और निजी दोनों इसके फायदे हैं कि हाइब्रिड मैं मूल रूप से सार्वजनिक और निजी क्लाउड दोनों के फायदे हैं तो IIoT में क्लाउड कंप्यूटिंग में अंतिम उपयोगकर्ता बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए उद्योगों में अंतिम उपयोगकर्ता क्लाउड सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं चाहे वह सॉफ्टवेयर एस ए सर्विस प्लेटफॉर्म एस ए सर्विस या इन्फ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विस के रूप में हो औद्योगिक अंत उपयोगकर्ताओं को क्लाउड तक पहुंच की आवश्यकता होती है सेवाएं और ये सेवाएं फर्म से फर्म में भिन्न होंगी और उनके उत्पादों और सेवाओं पर आधारित होंगी तो IIoT के लिए उपयोग किए जाने वाले डोमेन स्वास्थ्य सेवा परिवहन विनिर्माण रिफाइनरियों खनन समुद्री और कई और अधिक क्षेत्र हैं तो यह एक क्लाउड आधारित IIoT आर्किटेक्चर है आप यहां देख सकें तो सबसे नीचे हमारे पास ये अलग अलग सेंसर और अलग अलग डिवाइस हैं फिर एक गेटवे परत है जिसमें अलग अलग एज डिवाइस है और फिर आपके पास डेटा अधिग्रहण की परत है जो क्लाउड पर है और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग क्लाउड पर चल रहे हैं तो यह क्लाउड के साथ IIoT का संयोजन है और हमारे पास क्लाउड IIoT आर्किटेक्चर है और अनिवार्य रूप से क्लाउड के उपयोग की औद्योगिक सेटिंग के लिए यह वही है जो मोटे तौर पर होने वाला है IIoT औद्योगिक बड़े डेटा भंडारण में क्लाउड कंप्यूटिंग की पेशकश करने जा रहा है डेटा एनालिटिक्स के लिए हैवीवेट एल्गोरिदम निष्पादित किया जा सकता है असफलताओं की भविष्यवाणी बहुत अधिक कुशल तरीके से की जा सकती है डिवाइस प्रोविजनिंग और कॉन्फ़िगरेशन को क्लाउड की मदद से दूरस्थ रूप से किया जा सकता है रियल टाइम डिवाइस मॉनिटरिंग की जा सकती है डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पहुंच प्रदान की जा सकती है इसलिए उपभोक्ता बनाम औद्योगिक IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म उपभोक्ता IoT क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म में अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत विशिष्ट अनुप्रयोग हैं उनके पास सुरक्षा के मामूली स्तर हैं और वे बहुत ही लागत संवेदनशील हैं औद्योगिक IoT क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म प्लग इन करने के लिए बड़ी संख्या में डेटा बिंदुओं को सक्षम करता है सेवा की गुणवत्ता का समर्थन करता है जो उद्योग पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपभोक्ता IoT क्लाउड की तुलना में बहुत अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है औद्योगिक IoT क्लाउड में ROI उपभोक्ता IoT क्लाउड की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण विचार है तो ये अलग अलग औद्योगिक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म प्रदाता हैं मैं इनमें से किसी के विवरण में नहीं जा रहा हूं ये कुछ उदाहरण हैं थिंगवर्क्स एक है कमुलोसिटी अपटेक सी 3 आईओटी मेशिफाइ और कई अलग अलग अन्य प्रदाताओं औद्योगिक स्तर के क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म प्रदाता हैं और उनके नाम दिए गए हैं इसलिए उनमें से कई जो आप देख सकते हैं IoT के लिए लागू हैं इसका मतलब है कि उनके पास IoT Enablement है तो यह मूल रूप से IoT क्लाउड प्रदाता हैं इसलिए औद्योगिक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म प्रदाता विभिन्न औद्योगिक कंपनियों द्वारा जीई से प्रिडिक्स जैसी चीजों का उपयोग करते हैं सीमेंस से माइंडस्फेयर हनीवेल क्लाउड भी है विभिन्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म जैसे C3IoTअपटेक मेशिफाइ अन्य विभिन्न उदाहरण हैं क्लाउड है जिसका उपयोग ट्रैकिंग प्रबंधन और पूंजी को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है प्रिडिक्स मूल रूप से सिस्टम और सबसेंबलियों और उनके घटकों के संगठन को परिभाषित करता है और प्रिडिक्स को मूल रूप से डिजिटल ट्विन के लिए समर्थन है जो कि अधिकांश औद्योगिक विनिर्माण सेटिंग्स के लिए बहुत आवश्यक है तो सीखने आकलन अनुकूलन और विभिन्न परिसंपत्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए डिजिटल ट्विन तकनीकहै प्रीडिक्स मूल रूप से इनमें से कई आवश्यकताओं के लिए समर्थन देता है जो औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्रों के लिए हैं तो यह है कि यह प्रिडिक्स प्लेटफ़ॉर्म कैसा दिखता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे से हमारे पास यह औद्योगिक अनुप्रयोग हैं बीच में हमारे पास IIoT प्लेटफॉर्म है जिसमें विभिन्न घटकों जैसे एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग औद्योगिक डेटा फैब्रिक वितरित इंटेलिजेंस और विकास वातावरण शामिल हैं और इस विशेष आकृति में दिखाई गई सबसे ऊपरी परत में आईटी और ओटी है ओटी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस है और आईटी सूचना प्रौद्योगिकी है इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन प्रौद्योगिकी आपके पास ओटी सिस्टम उद्यम डेटा परिसंपत्ति डेटा और बाहरी डेटा जैसे विभिन्न घटक हैं तो इस तरह से प्लेटफॉर्म संरचनात्मक दिखता है माइंडस्फियर IoT के लिए एक और क्लाउड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है और यह AWS क्लाउड सेवा के अलावा एक खुला प्लेटफ़ॉर्म एस ए सर्विस है यह कारखाने उत्पाद मशीनों प्रणालियों और विभिन्न अन्य औद्योगिक मशीनरी से IoT डेटा को एक साथ लाता है और यह एक उद्यम उन्मुख समाधान प्रदान करता है यह मूल रूप से समग्र विशेषताओं और माइंडस्फेयर के लाभों को दर्शाता है लाभ यह है कि माइंडस्फीयर बड़े सिस्टम नेटवर्क प्रदान करता है पारिस्थितिक औद्योगिक समाधान का समर्थन करता है जो कि पेश करने के लिए प्लेटफॉर्म एस ए सर्विस क्लाउड सेवाएं हैं और कई अन्य भी हैं सुविधाओं के संदर्भ में इसमें सुरक्षा सहायता है सुरक्षित सेवाओं के लिए समर्थन खरीद और वितरण प्रदर्शन और बुद्धिमत्ता के विश्लेषण और स्वचालित अन्वेषण के लिए विभिन्न एपीआई प्रदान करता है हनीवेल के पास प्रदर्शन अनुकूलन के लिए अपनी क्लाउड सेवा का प्रावधान है प्रक्रियाओं में गहन अंतर्दृष्टि ड्राइविंग एजेंट और डिज़ाइन कौशल ये हनीवेल क्लाउड सेवा के विभिन्न उपयोग हैं और यह विशेष रूप से अलग तेल और गैस उद्योग के लिए लक्षित है हनीवेल क्लाउड सेवा एक सुरक्षित स्केलेबल और मानक आधारित प्लेटफॉर्म है यह SaaS बिजनेस मॉडल को भी सपोर्ट करता है तो यह हनीवेल क्लाउड सेवा है और आप विभिन्न कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स की जा सकती है ऑनसाइट नियंत्रण और प्रबंधन को उपकरणों और परिसंपत्तियों की कनेक्टेड दुनिया में उपयोग किया जा सकता है इसका मतलब है IoT मूल रूप से सक्षम और स्मार्ट और सुरक्षित गठबंधन ये हनीवेल क्लाउड की विभिन्न विशेषताएं हैं इसलिए इसके साथ ही हम समाप्ति पर आ चुके हैं और हमारे पास विभिन्न संदर्भों की यह सूची है जिन्हें हमने कवर किया है हम IIoT क्लाउड के लिए कुछ अलग उद्योग स्तर के समाधानों के बारे में बात कर रहे हैं और हमने यह भी देखा है कि उद्योग विशिष्ट आवश्यकताएं अलग हैं इसलिए आईओटी क्लाउड के बजाय आईआईओटी क्लाउड अधिक दिलचस्प है और बाजार में पहले से ही अलग अलग समाधान हैं जो विभिन्न उद्योगों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं जिनके पास आईआईओटी के समर्थन के लिए आवश्यकताएं हैं IoT और उनकी तैनाती इसके साथ ही हम समाप्ति पर आ रहे हैं